इस पाठ्यक्रम के 5 वें सप्ताह में आपका स्वागत है इसलिए हमारे पास इस सप्ताह में हम इस लैंग्वेज प्रोसेसिंग कार्यों को हल करने के पदानुक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे इसलिए हमने इस बारे में चर्चा शुरू की थी कि हम इंडिविजूयल शब्दों को कैसे संभालते हैं हम कैसे उपयोग करते हैं हम भाषा मॉडल का उपयोग करके शब्द या जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं और फिर हम विभिन्न व्याकरणिक श्रेणियां कैसे प्रदान करते हैं भाषण श्रेणियों का एक हिस्सा उन शब्दों के लिए है जो हम अब तक कर रहे हैं अब हम अगले स्तर पर जाएँगे जहाँ हम प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हम इन शब्दों को कुछ समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं तो यह वही है जो हम सिंटैक्स के इस विषय में अध्ययन करते हैं तो शब्दों को एक साथ कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं हम कैसे इस व्यवस्था को अपने आप एक नया वाक्य बता सकते हैं यह पार्सिंग का विषय होगा जिस पर हम इस सप्ताह में चर्चा करेंगे सिंटैक्स क्या है तो सामान्यतः सिंटैक्स को जिस तरह से वाक्य रचना में शब्दों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उस तरह से संदर्भित होता है और आप यह भी देखेंगे कि विभिन्न शब्दों और शब्द समूहों के बीच क्या संबंध है जो हम सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे इसलिए जब हम भाषा मॉडल के बारे में बात कर रहे थे हमने चर्चा की थी कि मॉडलिंग शब्द क्रम का क्या महत्व है तो शब्दों के बाद कौन से शब्द होते हैं हम एक वाक्य के लिए प्रॉबेबिलिटि प्रदान करने में या अगले शब्द को पूरा करने के कार्य में या स्पेलिंग करेक्शन टास्क में कैसे उपयोग कर सकते हैं इसी तरह जब हम भाषण कार्य के हिस्से के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि ग्रेमेटिकल श्रेणियां क्या हैं जो की भाषण श्रेणियों का हिस्सा हैं इसलिए यह एक प्रकार के समतुल्य क्लास को उन शब्दों के लिए परिभाषित करता है जो इन सभी शब्दों के जैसे होते हैं जैसे कि वे वर्ब्स हैं कुछ समान तरीके से व्यवहार करते हैं इसी तरह ये सभी शब्द नाउँनस हैं वे कुछ समकक्ष तरीके से व्यवहार करते हैं इसी तरह ये सभी एडजेकटिव्स हैं तो आप कुछ समकक्ष कक्षाओं को परिभाषित कर रहे हैं अब वाक्य रचना में हम कुछ और जटिल धारणाएँ खोजेंगे जैसे शब्द कांस्टीट्यूएंसी है शब्दों के बीच अलग अलग व्याकरणिक संबंध क्या हैं कांस्टीट्यूएंसी और उप वर्गीकरण वगैरह में कौन से समूह या कौन से शब्द एक साथ सम्मिलित किए गए हैं और इस विषय में इसको भी शामिल किया गया है और हाँ आपको यह समझाने के लिए कि सिंटैक्स की यह धारणा क्या है तो आप इससे संबंधित कर सकते हैं यदि आप इस विशेष मेमे को देखते हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप इस विशेष केरेक्टर को स्टैटिक्स से याद करेंगे यह वाक्य रचना उस भाषा का एकमात्र हिस्सा है जो यह नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है यह सही है तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से शब्दों को सामान्य रूप से व्यवस्थित किया जाता है और वे इस विशेष वाक्य में कैसे व्यवस्थित होते हैं जो इस केरेक्टर की विशेष विशेषताएं थीं अब हम सिंटैक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं तो मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं इसलिए मेरे पास वाक्य है द मेन रीड धिस बुक इसलिए सिंटैक्स द्वारा हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द के विभिन्न समूह क्या हैं जो एक साथ आ रहे हैं उदाहरण के लिए स्पीच टैग के हिस्से में हमने शब्द द को मेन शब्द के डिटर्मिनर के भाषण के हिस्से के रूप में रीड नाउँन के रूप में भाषण वर्ब के रूप में और ऐसे ही पाया इसलिए अब हम एक स्तर ऊपर जा रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं यह डिटर्मिनर है यह नाउँन है यह एक प्रकार का नाममात्र है लेकिन वे दोनों मिलकर एक फ्रेस नाउँन फ्रेस बनाते हैं मैं कह रहा हूं कि द मेन एक नाउँन फ्रेस है इसी तरह यह बुक एक नाउँन फ्रेस भी है तो यहाँ 2 नाउँन फ्रेस हैं द मेन और धिस बुक लेकिन जब क्रिया रीड या कोई वर्ब नाउँन फ्रेस से पहले आती है तो यह एक वर्ब फ्रेस बनाती है ये सभी 3 शब्द एक वर्ब फ्रेस की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं मेन और रीड के लिए ऐसी कोई इकाई नहीं है रीड धिस बुक और मेन के लिए एक इकाई है और फिर मैं यह कहते हुए ऊपर जाता हूं कि एक नाउँन फ्रेस और वर्ब फ्रेस वाक्य बनाते हैं और यह मुझे पूरी पदानुक्रम संरचना देता है कि वाक्य में शब्दों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है वाक्य कुछ भी नहीं है लेकिन एक नाउँन फ्रेस और वर्ब फ्रेस है इस नाउँन फ्रेस में एक डिटर्मिनर होता है और नाउँन वर्ब फ्रेस में एक वर्ब और नाउँन फ्रेस होता है इसमें समाहित होता है और ऐसे ही तो यह वाक्य का पूरा पदानुक्रम है जो मुझे इस सिंटैक्स ट्री से पता चलता है और यह इस सप्ताह का विषय क्या है हम कुछ वाक्यों के लिए इस तरह के सिंटैक्स ट्री के साथ कैसे आते हैं विशेष रूप से हम क्या उपयोग करेंगे मुझे कुछ बुनियादी धारणाओं को परिभाषित करने से शुरू करना चाहिए जैसे कांस्टीट्यूएंसी क्या है इसलिए पिछले उदाहरण में हमने शब्दों के समूह को देखा वे कुछ एकल इकाई के रूप में अभिनय करते हैं और आप उन्हें वाक्यांशों के रूप में कह सकते हैं वगैरह इसलिए भाषण के भाग में हम यह प्रतिस्थापन परीक्षण कर सकते थे तो मेरे पास यह वाक्य है एक रिक्त स्थान है एक कमरे में और मैं किसी भी एडजेकटिव में भर सकता हूं द ग्रीन वन द फैट वन और इंटेलिजेंट वन intelligent वन सेड वन सभी को भरा जा सकता है इसलिए मैं किसी भी ऐसे शब्द को भर सकता हूं जो भाषण श्रेणी के उस विशेष भाग से संबंधित है अब यहां यह एक विशेष कोन्स्टीट्यूएंट होगा यह शब्दों का एक विशेष समूह होगा जो यहां के समान व्यवहार कर सकता है तो ये सभी 4 बातें कर्मिट द फ्रॉग द दिसंबर 26 द रीज़न ही रनिंग फॉर प्रेसीडेंट ये सभी नाउँन फ्रेस हैं और वे दिए गए संदर्भ में हो सकते हैं इसलिए अब प्रतिस्थापन परीक्षण के लिए आप इन 4 नाउँन फ्रेसेस में से किसी को भी सब्स्टीट्यूट कर सकते हैं और हाँ हम एक उदाहरण देखेंगे जहां ये सभी समान रूप से समान संदर्भ में आ सकते हैं हम इन घटक वाक्यांशों का नाम कैसे देते हैं इसलिए अंतिम स्लाइड मैं कुछ नाउँन फ्रेस दिखा रहा था तो हम उन्हें नाउँन फ्रेस या कुछ और क्यों कहते हैं इसलिए आमतौर पर नाम उन शब्दों के आधार पर दिए जाते हैं जो इन घटक के शीर्ष पर होते हैं शीर्ष क्या है और आमतौर पर आप इस शब्द के शीर्ष को जिससे पूरी बात प्रतिस्थापित किया जा सकती है उससे ढूंढ सकते हैं मुझे पहला उदाहरण मैन फ़्राम एमहर्स्ट को लेने दें यह वाक्यांश है वे 4 शब्द हैं अब आपको लगता है कि 4 में से कौन सा शब्द पूरी चीज को प्रतिस्थापित कर सकता है अब इसका उपयोग पूरी इकाई के व्याकरणिक कार्य में किया जा सकता है और वह मेन होगा जहां मैन फ़्राम एमहर्स्ट है शब्द मैन का उपयोग पूरी इकाई के व्याकरणिक कार्य को दर्शाने के लिए किया जा सकता है तो यहाँ शीर्ष एक संज्ञा है जो की मैन है तो इसे नाऊन फ्रेस कहा जाएगा क्योंकि शीर्ष मैन एक नाउँन है इसी प्रकार एक्सट्रिमली क्लेवर यहाँ शीर्ष क्लेवर है यह विशेषण है तो यहा डाउन द रिवर विशेषण वाक्यांश में कहा जाता है शीर्ष डाउन प्रिपोजीशन है तो यह प्रिपोजीशनल फ्रेस में कहा जाएगा किल्ड द रेबीट किल्ड शीर्ष है शब्द किल्ड है वो एक वर्ब है तो इसे वर्ब फ्रेस कहा जाता है इसलिए जैसे वी आर वी दिफाइंड उस वाक्यांश के शीर्ष को लेने के क्या घटक हैं अब सामान्य तौर पर शब्द वाक्यांश के रूप में भी कार्य कर सकते हैं इसलिए एक वाक्यांश के लिए हमेशा एक से अधिक शीर्ष नहीं होने चाहिए एक शब्द भी एक वाक्यांश हो सकता है तो आइए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं जो जोए ग्रो पॅटेटोस तो जोए खुद यह एक नाउँन फ्रेस है पॅटेटोस भी एक नाउँन फ्रेस हैवे संज्ञा हैं लेकिन एक नाउँन फ्रेस भी हैं इस मामले में अब मैन फ्राम एमहर्स्ट के साथ वाक्य की तुलना एमहर्स्ट ग्रो ब्यूटीफुल रसेट पॅटेटोस से करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं इसलिए जोए के बजाय मैंने मैन फ्राम एमहर्स्ट को प्रतिस्थापित किया है एक पूर्ण 4 शब्द इकाई जो फिर से एक नाउँन फ्रेस है और पॅटेटोस के बजाय ब्यूटीफुल रसिट पॅटेटोस हैं वे अभी भी नाउँन फ्रेस हैं तो इस वाक्य में क्या होता है जोए एक ऐसी जगह पर दिखाई देता है जहाँ आप शायद एक बड़ा नाउँन फ्रेस रख सकते हैं अब यह वाक्य की संरचना के बारे में एक बहुत अच्छा विचार देता है इस वाक्य में मेरे पास एक नाउँन फ्रेस और एक वर्ब फ्रेस है वर्ब फ्रेस एक वर्ब और नाउँन फ्रेस नाउँन फ्रेस शामिल है आप या तो एक शब्द को जोए की तरह लगा सकते हैं या आप मैन फ़्राम एमहर्स्ट की तरह कई शब्द रख सकते हैं जैसे कि नाउँन फ्रेस में आप पॅटेटोस डाल सकते हैं या यह ब्यूटीफुल रसिट पॅटेटोस की तरह नाउँन फ्रेस बन सकता है इसलिए यह मुझे बहुत सारे विचार देता है कि कैसे शब्दों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है अब कुछ सबूत हैं कि प्रश्न वास्तव में भाषा में मौजूद हैं हां 2 अलग अलग सबूत हैं एक यह है कि यह वाक्यांश बहुत ही समान वातावरण में दिखाई देता है इसलिए अब तक मैंने 4 वाक्यांशों के बारे में बात की है जो नाउँन फ्रेसेस में से एक में चर्चा करते हैं जैसे कि हम इस उदाहरण को देखते हैं कर्मिट द फ्राग कंम्स ऑन स्टेज नोट इट दे कम टु मैसाचुसेट्स एव्वेरी समर दिसम्बर 26th कम्स आफ्टर क्रिसमस द रीज़न ही इज़ रनिंग फॉर प्रेसीडेंट कम्स आउट ओनली नाव इसलिए इन सभी 4 संज्ञा वाक्यांशों समान संदर्भ में आ रहे है जो कि शब्द हाँ है लेकिन मैं यहाँ से कोई भी व्यक्तिगत शब्द नहीं ले सकता और इसे संदर्भ में रख सकता हूं इसलिए मैं इस शब्द द को नहीं ले सकता और कहता है कि द कम्स आउट या मैं नहीं कह सकता कि कम्स आउट और मैं इस वाक्य में कम्स आउट नहीं कह सकता मैं केवल यह कह सकता हूं कि द रीज़न ही इज़ रनिंग फॉर प्रेसीडेंट कम्स आउट केवल नोव एक व्यक्तिगत शब्द नहीं है तो यह पूरी चीज एक एकल इकाई के रूप में व्यवहार करती है और वे समान संदर्भ में होने वाली सभी संज्ञा वाक्यांश के समान होते हैं यह सबूत है कि कांस्टीट्यूएंसी मिली है प्रत्येक को वहां होना है अन्य सबूत क्या है तो सबूत है कि यह पूरा वाक्यांश एक साथ एक ही केंद्र में कई स्थानों का पता लगा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं दिसंबर 26 को लेता हूं जो कि प्रिपोजीशनल फ्रेस है और मैं इसे दिसंबर 26 को वाक्य में कई अलग अलग वाक्यांशों में रख सकता हूं तो आई वूड लाइक टु फ़्लाइ टु फ़्लोरिडा आई वूड लाइक टु फ़्लाइ ऑन दिसंबर 26 टु फ़्लोरिडा या आई वूड लाइक टु फ़्लाइ टु फ़्लोरिडा ऑन दिसंबर 26 सभी 3 वैध वाक्य हैं जहां 26 दिसंबर को यह पूरा वाक्यांश है जैसा कि हमने कई स्थानों पर रखा है लेकिन आप इसे 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं और इसे वाक्यांशों में नहीं डाल सकते हैं इसलिए आप दिसंबर को यह नहीं कह सकते कि ऑन दिसम्बर आई वूड लाइक टु फ़्लाइ 26थ टु फ़्लोरिडा या ऑन आई वूड लाइक टु फ़्लाइ दिसम्बर 26th टु फ़्लोरिडा आप यह नहीं कह सकते इसलिए यह एक एकल समूह के रूप में होगा जो कि किसी भाग मे विभाजन नहीं हो सकता है तो ये कुछ सबूत हैं कि कांस्टीट्यूएंसी वास्तव में भाषा में मौजूद है अब औपचारिक उपकरण क्या है जिसके द्वारा हम इस कांस्टीट्यूएंसी का मॉडल बना सकते हैं इस प्रकार शब्दों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है कि कौन से शब्द एक साथ आते हैं कौन से एक साथ नहीं आते हैं और क्या समूह एक वाक्य बनाते हैं और क्या समूह वर्ब फ्रेसेस बनाते हैं कौन से समूह एक नाउँन फ्रेसेस बनाते हैं मैं यह कैसे मॉडल कर सकता हूं कि सूत्रीकरण क्या है और यदि आपने आटोमेटेड थियोरी में फॉर्मल लेंगवेज़ पर कोई पाठ्यक्रम लिया है तो सभी सिद्धांत गणना आप पहले से ही जान सकते हैं कि कैसे हम सूत्र का उस संदर्भ में कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग कर सकते हैं यह मॉडलिंग कांस्टीट्यूएंसी का सबसे आम तरीका है इसलिए पहले के एक व्याख्यान में हमने डिटर्मिंस्टिक फाइनाइट आटोमेटा ऑफ फाइनाइट आटोमेटा का उपयोग करके संदर्भ समय 1228 भाषाओं के बारे में बात की थी तो यह संदर्भ कांटेक्स्ट फ्री लेंगवेज का कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर मे उपयोग करते है अब इसलिए मैं बहुत बुनियादी बातों में नहीं जाऊंगा मैं बस संक्षेप में बात करूंगा कि हम कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग कैसे करते हैं मैं कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए धारणाओं को भी परिभाषित करूंगा तो कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर के मामले में आपके पास कुछ प्रकार के प्रोडक्शन रूल्स होंगे जिसमे कि हम रुचि रखते हैं इसलिए वे जो प्रोडक्शन रूल्स करते हैं वह यह व्यक्त करने की कोशिश करेंगे कि भाषा के विभिन्न प्रतीकों एक साथ समूह की भाषा के तरीके क्या हैं और वह कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग करने में हमारी मुख्य रुचि है जो प्रतीक एक साथ समूह हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं कि मैं उपयोग कर पता लगा सकता हूं या कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर में प्रोडक्शन रूल्स का उपयोग करके व्यक्त कर सकता हूं आइए एक सरल उदाहरण देखें इसलिए मैं इसे मॉडल करना चाहता हूं संदर्भ समय 1327 भाषा जो नाउँन फ्रेसेस है उसे या तो एक उचित संज्ञा या एक सांकेतिक द्वारा डिटर्मीनर बनाया जा सकता है जहां एक सांकेतिक एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं जो मैं भाषा के बारे में व्यक्त चाहता हूं तो मैं कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग कैसे करूं तो मैं कहूंगा कि नाउँन फ्रेसेस उचित संज्ञा या डिटर्मिनर नोमीनल नाममात्र की संज्ञा या कई संज्ञाएं हैं मैं कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे लिखूं मैं कहूंगा कि नाउँन फ्रेसेस एक प्रोपर नाउँन या डिटर्मिनर नोमीनल है और सांकेतिक क्या है यह एक संज्ञा या एक से अधिक संज्ञा है तो सांकेतिक से संज्ञा या संज्ञा यहाँ रिग्रेशन है इसलिए मैं संज्ञाओं की उतनी संख्या की अनुमति दे सकता हूं जितना कि मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं और प्रतीक के रूप में निरूपित करने के लिए मेरा कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर है यह विचार है कि मैं इन सभी तथ्यों को भाषा के बारे में व्यक्त कर सकता हूं कि कैसे शब्दो का एक साथ समूह बनता हैं यह प्रोडक्शन रूल्स का उपयोग करके कोंन से समूह एक साथ आते हैं एक बार जब हम जानते हैं कि कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का सूत्रीकरण क्या है बहुत संक्षेप में कहा गया है तो कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जब हम अध्ययन करते हैं जब हम एक क्वाडरपल की बात करते हैं इसलिए वेरीएबल के 4 महत्वपूर्ण वेरियबल सेट है सबसे पहले मेरे पास टर्मिनल्स का सेट है जब भी हम देखते हैं कि हमारे ट्री में लीफ़ नोड हैं इसलिए वे हमेशा अंत में आएंगे और जब भी मुझे एक टर्मिनल मिलेगा मैं वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता हूं इसलिए मेरे पास टर्मिनल्स का सेट है इसलिए हम देखेंगे कि भाषा के मामले में उनका क्या मतलब है तो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स का एक सेट है जो मुझे डेरिवेशन करने में मदद करता है ये ऐसे वेरियबल हैं जिनसे आप और अधिक प्राप्त कर सकते हैं संदर्भ समय 1536 अब तो NLP के मामले में क्या अलग है क्या कुछ अलग है हम नॉन टर्मिनल्स के सेट में बना देंगे हम उस सेट P को भी अलग कर देंगे जो प्री टर्मिनल्स हैं इसलिए प्री टर्मिनल्स वह गैर टर्मिनल हैं जो हमेशा टर्मिनल्स को डिराइव करेंगे इसलिए वे हमेशा मुझे लीफ़ नोडस देंगे और उदाहरण के साथ यह स्पष्ट होगा कि भाषा के मामले में वे क्या हैं फिर मैंने सिमबोल से शुरू किया है जिससे मैं अपनी डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं इसलिए अगर मुझे उस वाक्य को मॉडल करना है जो मुझे S के साथ शुरू करना चाहिए जो कि वाक्य है और फिर मेरे पास नियम हैं और वे हमेशा फॉर्म X में गामा के लिए हैं और X एक गैर टर्मिनल होगा एक सिंगल नॉन टर्मिनल और गामा टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है और यह वह कन्स्ट्रेन्ट है जिसे हम कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर के मामले में देखते हैं तो यह क्वाडरपल है और हम एक प्री टर्मिनल्स भी देख रहे हैं जो भाषा में नॉन टर्मिनल्स का सेट है टर्मिनल्स और प्री टर्मिनल्स क्या हैं भाषा में टर्मिनल मुख्य रूप से अंतिम शब्दों के साथ होंगे जो मैं लेक्सिकॉन में देखूंगा और प्री टर्मिनल्स पूर्व से भाषण श्रेणियों का हिस्सा होंगे क्योंकि प्री टर्मिनल्स से आप केवल टर्मिनल्स को प्राप्त कर सकते हैं आइए हम एक उदाहरण देखें और फिर हम पॉइंट कर सकते हैं कि टर्मिनल्स प्री टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स क्या हैं तो यह वही है जो हम पहले मॉडलिंग कर रहे हैं कि नोमीनल या प्रोपर नाउँन के लिए नाउँन फ्रेस डिटर्मिनर क्या है और जहां नोमीनल एक नाउँन या नाउँन का एक सेट है जिसे मैं नोमीनल का उपयोग करके नाउँन का उपयोग करता हूं अब आप यहाँ कुछ टर्मिनल्स को देख रहे हैं तो यहा कोई शब्द नहीं हैं तो यहा कोई टर्मिनल नहीं है इसलिए मैं उस वाक्यांश या वाक्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं कर सकता जो मुझे केवल ग्रेमेटिकल केटेगरीस का एक सेट दे सकता है इसलिए मुझे इसे पूर्ण व्याकरण बनाने के लिए लेक्सिकॉन पर कुछ तथ्यों को शामिल करना होगा उदाहरण के लिए मैं कुछ डिटर्मिनरस कुछ नाउँन और कुछ प्रोपर नाउँन शामिल कर सकता हूं इसलिए यहां मैं ए और द हैज डिटर्मिनर के रूप में शामिल कर रहा हूं और फ्लाइट संज्ञा के रूप लेता हूं अब यहां आप पहचान सकते हैं कि टर्मिनल्स प्री टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स क्या हैं तो टर्मिनल्स मेरे लेक्सिकॉन में शब्द हैं तो ए द और फ्लाइट मेरे टर्मिनल हैं प्री टर्मिनल्स ग्रामेटिकल केटेगरीस या पार्स केटेगरी हैं जो हमेशा मुझे टर्मिनल्स देंगे आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनर नाउँन केवल मुझे टर्मिनल्स दे रहे हैं तो ये मेरे प्री टर्मिनल्स हैं और इसके अलावा NP नाममात्र जैसे सभी वेरीएबल वे मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं इसलिए प्रोपर नाउँन का कोई उदाहरण नहीं दिया गया है लेकिन प्रोपर नाउँन भी एक प्री टर्मिनल है यह भाषण श्रेणी का हिस्सा है यह आपको कुछ शब्द लेक्सिकॉन को देगा तो ये मेरे टर्मिनल्स प्री टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स हैं अब एक बार आपके पास CFG होने के बाद आप इसका उपयोग भाषा में विभिन्न वाक्यांशों या वाक्यों को उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आई यहां नॉन फ्रेसेस के लिए CFG है तो केन आई जनरेट अ फ्लाइट एक वाक्यांश है और फ्लाइट एक कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो मुझे n p से शुरू करना होगा और आई हेव टु जनरेट अ फ्लाइट तो मैं NP से करने वाली पहली डेरिवेशन क्या है मैं इस नियम डिटर्मिनर को जो कि नोमीनल के बाद आयेगा हां अब डिटर्मिनर मुझे नोमीनल से नाव देगा मैं सीधे फ्लाइट में नहीं जा सकता इसलिए नोमीनल के लिए मुझे पहले एक नाउँन लेनी होगी और नाउँन से मुझे फ्लाइट शब्द मिलेगा तो NP मुझे डिटर्मिनर देता है नोमीनल मुझे संज्ञा डिटर्मिनर मुझे एक संज्ञा देता है और फ्लाइट जो इस व्याकरण का उपयोग करके शब्दों का एक क्रम उत्पन्न करता है और अब आप ऐसे किसी भी वाक्य के लिए कर सकते हैं आप एक वाक्य के लिए एक व्याकरण को परिभाषित कर सकते हैं और उससे वाक्य उत्पन्न कर सकते हैं हम यहां क्या देख रहे हैं तो एक कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो की एक स्ट्रिंग की श्रृंखला पैदा कर रहा है और यह नियम की श्रृंखला विस्तार का क्रम हैं तो अनुक्रम है कि आप NP से शुरू करने के लिए उपयोग कर रहे हैं निर्धारित करने के लिए जा रहा है तो डिटर्मिनर नोमीनल फिर डिटर्मिनर नाउँन फिर एक नाउँन फिर एक फ्लाइट यह इस व्याकरण का उपयोग करके स्ट्रिंग की डेरिवेशन कहा जाता है और हम इसका ट्री स्ट्रक्चर का उपयोग इस डेरिवेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते है वह पहला ट्री हैं जो हमने एक प्रेरणा के रूप में दिखाया था इसलिए हम इन डेरिवेशन का उपयोग करके ऐसे ट्रीस को बनाने की कोशिश में करेंगे और जब हम पास्ट टैन्स का उपयोग करेगे अब कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग करके ग्रामेटिकलिटी की धारणा क्या है आइडिया यह है कि आपने अपनी भाषा के लिए एक व्याकरण को परिभाषित किया है आपको यह मान लेना होगा कि यह एकमात्र व्याकरण है तो व्याकरण को व्यक्त नहीं किए जाने वाले किसी भी उपकरण को भाषा में अनुमति नहीं है तो अब जब आपको एक नया वाक्य दिया जाता है यदि आप देख सकते हैं कि मेरे व्याकरण का उपयोग करके इस वाक्य को उत्पन्न करने का एक तरीका है तो वाक्य मेरे व्याकरण के अनुसार व्याकरणिक है यदि वाक्य व्याकरण में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है तो यह व्याकरणिक नहीं है एक साधारण धारणा या इस व्याकरण का उपयोग करके जो भी वाक्य मैं उत्पन्न कर सकता हूं वह व्याकरणिक है और जो कुछ भी मैं नहीं कर सकता वह व्याकरणिक नहीं है तो यह व्याकरण पर निर्भर करता है कि आपने कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिज़ाइन किया है या नहीं इसलिए जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है वह व्याकरणिक है और अन्य अव्याकरणिक हैं अब CFG दिलचस्प हैं क्योंकि वे रिकर्शन की तरह भाषा वाक्य रचना में कुछ बहुत ही रोचक घटनाओं को भी मॉडल कर सकते हैं तो भाषा में आप रिकर्शन करके बहुत बड़े वाक्य बनाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक प्रीपोजिशन फ्रेस को एक प्रीपोजिशन के रूप में लिखा जा सकता है और उसके बाद नाउँन फ्रेस और नाउँन फ्रेस को एक संज्ञा पद के रूप में लिखा जा सकता है और उसके बाद एक फ्रेस फ्रेस के रूप में लिखा जा सकता है तो आप देखते हैं कि यहां एक रिकर्शन है हाँ इसलिए मैं संज्ञा फ्रेस नाउँन को सांकेतिक शब्दों में बदलना कर सकता हूं और प्रिपोजीशनल फ्रेस यहां है प्रीपोजिशन चरण फिर से एक संज्ञा वाक्यांश को सांकेतिक शब्दों में बदल सकता है जो एक प्रपोशन फ्रेस को सांकेतिक शब्दों में बदल सकता है तो यह भाषा में रिकर्शन बहुत आम है आइए हम एक उदाहरण देखें तो सेट का उदाहरण मेलमैन एट हीज है और यह पूरा नाउँन फ्रेस हैं जो लंच से वाक्य के अंत तक शुरू हो रहा है लंच और नाउँन फ्रेस एक संज्ञा है जिसके साथ एक प्रीपोजिशन फ्रेस है और यह यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन यह एक बार फिर से एक नाउँन फ्रेस से शुरू होता है प्रीपोजिशन फ्रेस एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद सफाई कर्मचारी से उसके मित्र के साथ एक नाउँन फ्रेस होता है और यह सब एक नाउँन फ्रेस है और यह नाउँन फ्रेस क्या है संज्ञा उसका दोस्त एक प्रीपोजिशन फ्रेस और उसके बाद रिकर्शन पर कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग करके बहुत अच्छी तरह से केपचर्ड किया हैं अब इस व्याख्यान को केवल यह कहकर समाप्त कर देंगे कि कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या संदर्भ है संदर्भ का अर्थ क्या है इसलिए भाषा हम संदर्भ के बारे में बात करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि संदर्भ को एक शब्द दिया गया है यह पता करें कि पिछला शब्द क्या है और क्या विषय है और वह सब क्या है तो ये सभी संदर्भ को परिभाषित करते हैं लेकिन यह संदर्भ कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर के मामले में संदर्भ के साथ कुछ नहीं करना है यह बहुत ही औपचारिक धारणा है भाषा में शब्द संदर्भ के सामान्य अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जब भी मैं एक कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर मे डेरिवेशन कर रहा हूं तो इसलिए जब भी मैं लिख रहा हूँ A BC देता है या नाउँन फ्रेस देता है मुझे डिटर्मिनर नोमीनल दे जब भी मैं एक नियम लिख रहा हूँ जैसे कि इसका अर्थ यह है कि संज्ञा टर्मिनल ने इसे अपने आप में छूट गया है इसे अपने चारों ओर किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं हमेशा निरपेक्ष रूप से जो भी लिख सकता हु कि a bc की तरफ जा रहा है जो कुछ भी मेरे शब्द a के आसपास है इसलिए भले ही मेरे पास पहले x a है मैं a को xbc प्राप्त करने के लिए का उपयोग कर सकता हूं और अगर मेरे पास निरपेक्ष x या y होने के बावजूद हमेशा इस तरह लिख सकता हूं और यह x और y इममटेरियल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नल हो सकता है या जो भी हो इसी तरह अगर मैं जब भी A B C देख रहा हूं तो मैं हमेशा A का अनुमान लगा सकता हूं ओर यह A आया होगा B C के संदर्भ से स्वतंत्र हो सकता है और यह कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसलिए यदि आप जाते हैं तो कांटेक्स्ट सेंसेटिव ग्रामर्स के अगले लेबल पर जाएँगे आपको इस शब्द के संदर्भ की आवश्यकता होगी यह विशेष रूप से बाएँ संदर्भ में किसी विशेष संदर्भ में bc प्राप्त कर सकता है हमें कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर के मामले में इस बाएँ और दाएँ संदर्भ की आवश्यकता नहीं है शब्द का संदर्भ इस मामले में क्या मायने रखता है जब भी मेरा कोई नियम होता है A BC को जाता है तो इसका मतलब है कि मैं A लिख सकता हूं मैं हमेशा A B को C के बाद लिख सकता हूं संदर्भ में बेपरवाह हो कर के जहां A पाया जाता है या जब भी मुझे मिलता है और B AC द्वारा फॉलो किया जाता है तो मैं अनुमान लगा सकता हूं इस संदर्भ की परवाह किए बिना कि B और C पाया जाता है तो यह हमारे लिए CFG है मैं कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बहुत सारी बुनियादी बातों पर नहीं जा रहा हूं और मेरा सुझाव है कि आप फॉर्मल लेंगवेजस और ओटोमेटेड थियोरी मूल पुस्तकों में से किसी भी अध्याय को जल्दी से देख सकते हैं लेकिन पार्स करने के हमारे कार्य इसके लिए जो भी आवश्यक है मैंने इस व्याख्यान में शामिल किए हैं और मैं अगले व्याख्यान में आवश्यक चीजों को शामिल करूंगा अगले व्याख्यान में हम क्या करेंगे हम CFG से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि भाषा में दिए गए वाक्य के लिए वास्तव में पार्स करने के लिए हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए हम पार्सिंग के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाएंगे ताकि अगले व्याख्यान के लिए अगला विषय होगा